इस व्याख्यान में हम फर्स्ट आर्डर सर्किट के रेस्पॉन्स की सामान्य रूप की जांच करेंगे और रेस्पॉन्स को दो भागों में विभाजित करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि प्रत्येक भाग का क्या अर्थ है तो यह समाधान है फिर हमने होमोजेनियस मामला लिया और इसका समाधान शून्य इनपुट के साथ था तो इस भाग को स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स के रूप में जाना जाता है और यह नैचरल रेस्पॉन्स है स्टेडी स्टेट क्या है इसका मतलब है कि चीजें कहीं नहीं बदल रही है वैसे स्टेडी स्टेट का मतलब यह नहीं है कि वोल्टेज स्थिर है या करंट स्थिर है यह तब सच है जब इनपुट स्वयं स्थिर होता है जब इनपुट टाइम वेरिंग रहता है तो स्टेडी स्टेट भी टाइम वेरिंग मात्रा हो सकती है लेकिन इस मामले में स्टेडी स्टेट का अर्थ है एक स्थिर वोल्टेज और यह स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स है और यह नैचरल रेस्पॉन्स है वास्तव में जब आपके पास होमोजेनियस एक्वेशन होता है तो आपके पास केवल नैचरल रेस्पॉन्स होता है इस दायीं ओर के फ़ंक्शन को फोर्सिंग फ़ंक्शन के रूप में जाना जाता है तो क्या होता है शुरू में आपके पास आने वाले सर्किट की कुछ विशेषताएं होंगी उदाहरण के लिए इस मामले में फोर्सिंग फ़ंक्शन DC है यह समय के साथ स्थिर है और अंततः समाधान भी समय के साथ स्थिर हो जाता है लेकिन इससे पहले कि वह वहां पहुंचे समाधान के कुछ हिस्से है जो वास्तव में सर्किट की एक विशेषता है उदाहरण के लिए मान ले कि हमारे पास फोर्सिंग फंक्शन बिल्कुल नहीं है और हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल है जिसमें 3Rc है हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल है जिसका टाइम कॉन्स्टन्ट सर्किट की कुछ विशेषताएं है यह सर्किट में घटक के समान है और यह नैचरल रेस्पॉन्स वही बात होगी अब यह नैचरल रेस्पॉन्स फोर्सिंग फंक्शन पर निर्भर करता है लेकिन यह वह हिस्सा है जो अंततः समाप्त हो जाता है अब सर्किट का एक वर्ग है हम जो कुछ भी चर्चा करते है वह उस वर्ग में आएगा इन्हें स्टेबल सर्किट कहा जाता है और स्टेबल सर्किट के लिए यह नैचरल रेस्पॉन्स हमेशा समाप्त हो जाता है अब मुझे लगता है कि आपने किसी अन्य मामले में भी समाधान की जांच की होगी आपके पास एक स्प्रिंग हो सकता है और फिर यदि आप इसे प्लग करते है तो इसमें कुछ नैचरल फ्रीक्वेंसी होगी जिसके साथ यह कंपन करेगा लेकिन मान लीजिए कि आप इसे पकड़ते है और फिर आप वास्तव में इसे एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर चलने के लिए फोर्स करते है आप इसमें एक मोटर लगा सकते है और फिर इसे एक निश्चित दर से आगे पीछे कर सकते है तो अंत में स्प्रिंग केवल उसी दर से आगे पीछे होने वाला है जिस दर पर आप इसे मजबूर कर रहे है क्योंकि इसके पास नैचरल रेस्पॉन्स अब और नहीं होगा लेकिन शुरू में जब आप इसे करना शुरू करते है तो यह अपने नैचरल मोड में कंपन कर सकता है और फिर अंत में यह स्टेडी स्टेट में आ जाएगा जो कि फोर्सिंग फंक्शन से संबंधित है यह उसी चीज में है तो नैचरल रेस्पॉन्स अंततः समाप्त हो जाएगा और हमारे पास केवल फोर्स्ड रेस्पॉन्स ही बचा होगा वैसे स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स को फोर्स्ड रेस्पॉन्स भी कहा जाता है और इस भाग को नैचरल रेस्पॉन्स कहा जाता है और यह अन्य शब्दावली मैंने बस अभी थोड़ी सी बात की है आप या तो इसे फोर्स्ड प्लस नैचरल या स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स प्लस ट्रांसिएंट रेस्पॉन्स कहते है और मुझे लगता है कि डिफरेंशियल एक्वेशन्स की शब्दावली में इन चीजों को विशेष इंटीग्रल का विशेष समाधान कहा जाता है और यह भाग होमोजेनियस एक्वेशन का समाधान है कभी कभी इसे होमोजेनियस समाधान कहा जाता है इसलिए यदि आप होमोजेनियस एक्वेशन को देखें तो हमारे पास यह एक्सपोनेंशियल 3RC कुछ संख्याओं द्वारा बढ़ाया गया है और जो इसमें भी दिखाई देता है और कुल समाधान कुछ ऐसा होगा जो फोर्सिंग फंक्शन और कुछ होमोजेनियस भाग से संबंधित होगा सभी डिफरेंशियल एक्वेशन्स में यह विशेषता होगी कि आपके पास फोर्स्ड रेस्पॉन्स और नैचरल रेस्पॉन्स होगा और कभी कभी आप इसे थोड़ा अलग तरीके से वर्गीकृत भी कर सकते है यह इस तरह से किया जाता है इसलिए मैं इस मामले के लिए Vc लिखूंगी जब Vs मौजूद होगा जैसा कि मैं Vs के साथ सभी शब्दों को समूहित करती हूं और फिर Vc के साथ सब कुछ अब इन चीजों के बारे में सोचना उपयोगी है बाद में भी हमें लगता है कि जटिल सर्किट के लिए भी जब तक आपके पास केवल एक कपैसिटर है हम निरीक्षण द्वारा समाधान लिखने में काफी सक्षम होंगे यदि आप इन चीजों को समझते है तो इसे जीरो स्टेट रेस्पॉन्स के रूप में जाना जाता है और यह जीरो इन्पुट रेस्पॉन्स है और नाम बहुत स्पष्ट है यदि कैपेसिटर की स्थिति यानी कैपेसिटर वोल्टेज शुरू में शून्य है तो आपको समाधान का बायां हिस्सा मिलेगा और यदि इनपुट शून्य था तो आपको समाधान का दायां हिस्सा मिलेगा तो ये तीन वर्गीकरण समान है मेरा मतलब है कि वे एक ही चीज़ के लिए अलग है स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स फोर्स्ड रेस्पॉन्स के समान है जो विशेष समाधान के समान है जबकि यह जीरो स्टेट रेस्पॉन्स फोर्स्ड रेस्पॉन्स के समान नहीं है तो बात यह ही कि जीरो स्टेट रेस्पॉन्स में भी एक्सपोनेंशियल होते है जो सर्किट से संबंधित होते हैजबकि दूसरे मामले मेंस्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स या फोर्स्ड रेस्पॉन्स में परिभाषा के अनुसार उनके पास यह नहीं है tRC का एक्सपोनेंशियल नैचरल रेस्पॉन्स है यह ऐसा है जैसे यदि आप एक स्प्रिंग को प्लग करते है तो यह कुछ फ्रीक्वेंसी पर कंपन करता है जो कि उस स्प्रिंग का नैचरल रेस्पॉन्स है तो यह एक्सपोनेंशियल t R c इस सर्किट का नैचरल रेस्पॉन्स है